धारणा नमस्कार दोस्तों पिछले सत्र में हमने दृश्य संस्कृतिविसुअल कल्चर Visual culture के बारे में बात की थी और जैसा कि मैंने वादा किया था आज हम सिद्धांतों के बारे में बात करने जा रहे हैं सिद्धांतों के बारे में बात नहीं करते हैं लेकिन दृश्य संस्कृति के आवेदन के बारे में बताते हैं कि इसे कैसे रोचक बनाया जा सकता है विभिन्न चीजें हैं जिन पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे दृश्य बोधविसुअल परसेप्शन Visual perception इसके प्रमुख घटक रूप अनुभव गहराई अनुभव रंग अनुभव और हम इसके साथ बातचीत को रोक देंगे तो वास्तव में इससे क्या मतलब है अब पहला सवाल हम अपने आप से पूछेंगे कि अनुभव क्या है हम चीजों को समझने चीजों का अनुभव करने के बारे में बात करते हैं लेकिन वास्तव में इसका क्या मतलब है खैर हम इसके बारे में वैज्ञानिक सिद्धांतों में नहीं जाएंगे लेकिन हम जिस पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं वह एक तथ्य है कि बहुत ही बुनियादी स्तर पर हमारे पास संवेदनाएं हैं हमारे पास 5 ज्ञानेंद्री अंग हैं और वे हमें विभिन्न प्रकार के संकेत भेजने का प्रबंधन करते हैं और फिर व्याख्या आती है अब हमें यह स्पष्ट करने दें उदाहरण के लिए जब मैं अपने सामने देख रहा हूं तो हम कहें कि मैं आपको देखता हूं लेकिन जो मैं मूल रूप से देख रहा हूं वह विभिन्न प्रकार के रंगों या कुछ रंगों के समूह हैं जो कुछ रूपों में हैं और मैं सक्षम हूं एक निश्चित दूरी पर उन्हें खोजने के लिए मैं जो करने में सक्षम हूं मैं अपनी स्मृति का उपयोग करता हूं मैं स्मृति व्याख्या की मदद से उपयोग करता हूं और मैं कहता हूं कि ठीक है जो मैं अपने सामने देखता हूं वह एक इंसान है इसलिए अनुभूति में पहले संवेदनाएं शामिल हैं जो कि मस्तिष्क प्रक्रिया के भीतर मौजूदा ज्ञान स्मृति और मेरे द्वारा देखे गए पहले मनुष्यों की छवियों की तुलना में प्रक्रिया करने के लिए हैं इसलिए कि चीजों की योजना के भीतर स्कीमा के भीतर आखिरकार मैं कहता हूं कि ठीक है जो मैं देख रहा हूं वह एक इंसान है तो जाहिर है धारणा के संदर्भ में कुछ ऐसा है जिसे आप विजुअल्स में देखते हैं और कुछ प्रकार के व्याख्या निर्णय जो आप इसे बनाते हैं तो आप दोनों को मिलाते हैं और आपके पास अनुभूति है अगर हम जल्दी से अपने कुछ शुरुआती कक्षाओं में वापस चलते हैं जहां हमने व्याख्या की अवधारणा के बारे में बात की है तो आप एक गिलास पानी देखते हैं और आप कहते हैं कि मैं क्या देख रहा हूँ मुझे एक गिलास पानी दिखाई देता है कोई कहता है कि मैं जो देखता हूं वह आशा का प्रतीक है तो क्या हो रहा है जिस क्षण ये चीजें होती हैं देखने का अनुभव अलग अलग तरीकों से संसाधित होता है या कोई कहता है कि मुझे एक विशेष प्रकार का ग्लास दिखाई देता है जो कि अन्य प्रकार के ग्लास से अलग है जो अब तक देखा है और कोई कहता है कि पानी साफ है तो आप एक ही चीज़ को देख रहे हैं माना जा रहा सनसनी एक ही है लेकिन जिस तरह से आप इसे व्याख्या करते हैं वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति मे अलग अलग हो सकता है दर्शन मनोविज्ञान और संज्ञानात्मक विज्ञान में चीजों के विवरण में जाने के बिना संवेदी सूचनाओं के बारे में जागरूकता या समझ हासिल करने की प्रक्रिया है इसलिए जो भी आप इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हैं प्राप्त करना एकत्र करना कब्ज़ा लेने की क्रिया मन या इंद्रियों के साथ आशंका भी शामिल है अनुभूति के रूप में क्या परिभाषित किया जा सकता है हम इन में नहीं जाएंगे लेकिन बहुत जल्दी आप देखते हैं कि उत्तेजना हमारे मस्तिष्क संवेदनाओं में संचारित होती है तो उस समय यह किसी भी अर्थ या व्याख्या से रहित होता है ये सबसे सरल इमारत ब्लॉक हैं उन्हें मन द्वारा लिया जाता है उनका विश्लेषण विभिन्न अन्य चीजों की स्मृति की मदद से किया जाता है जो हमारे दिमाग में संग्रहीत होती हैं और फिर उन्हें भविष्य के लिए एक परिभाषा व्याख्या और नाम दिया जाता है और आगे उपयोग के लिया स्मरण किया जाता है और फिर हमारे पास एक अनुभूति के रूप में जाना जाता है अब दिलचस्प रूप से अनुभूति दार्शनिक मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण विचारकों में से एक हमें बताता है कि हम जो अनुभव करते हैं उसका कुछ हिस्सा बाहर से आता है लेकिन इसका प्रमुख हिस्सा दिमाग के भीतर से आता है यही कारण है कि आप देखते हैं कि जब हम भ्रम और उस तरह की अन्य दिलचस्प चीजों के बारे में बात करते हैं तो आप कहते हैं कि उनका कहना उस विशेष प्रकार के संदर्भ में समझ में आता है अब मैं आपको कुछ चित्र दिखा रहा हूँ और हम उनके बारे में बात करेंगे यदि आप इस विशेष छवि में गहराई से देखते हैं ठीक छवि के केंद्र में तो आप एक त्रिकोण देखते हैं त्रिकोण स्पष्ट रूप से मौजूद नहीं है लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो आप इस त्रिकोण को क्यों देखते हैं मूल रूप से क्या हो रहा है ऐसा क्यों है कि आप इस त्रिकोण को देख रहे हैं यह सफेद त्रिकोण और कुछ नहीं क्या यह कहना संभव नहीं है कि वास्तव में यह एक पैटर्न है ये वृत्त नहीं हैं ये केवल लगभग पूर्ण वृत्त हैं जैसे केक आधा खाया हुआ क्या आप इस बात पर विचार नहीं कर सकते हैं कि ये तीन कोण हैं जिन्हें वहां रखा गया है क्यों सब कुछ कहने और करने के बाद फिर से केंद्र को देखें और एक त्रिकोण का अनुभव करें क्योंकि आप देखते हैं कि व्याख्या की एक प्रक्रिया चल रही है आप मान रहे हैं आप फंसा रहे हैं आप इस तरह की कल्पना कर रहे हैं कि यदि कोई अदृश्य या सफेद रूमाल मुड़ा हुआ है और उसे केंद्र में तीन मंडलियों और एक त्रिकोण पर रखा गया है यह तो शायद यह पैटर्न है जो उभरेगा ऐसा क्यों है कि हम चीजों को इस विशेष तरीके से अनुभव करते हैं ये पेचीदा सवाल है लोग अभी भी जवाब के साथ संघर्ष करते हैं और हमारे पास दिलचस्प जवाब है कि ऐसा क्यों होता है इस मामले में जब हमने कुछ चीजें पूरी कर ली हैं तो हमने फॉर्म अनुभूति और गहराई की अनुभूति की मूल बातों के बारे में जान लिया है शायद यह विचार थोड़ा बेहतर होगा कि ऐसा क्यों होता है अब अस्पष्टताओं को हल करने और दुनिया को समझने के लिए मस्तिष्क भी अपूर्ण डेटा से आकार बनाता है इसलिए आपने अभी जो डेटा देखा था वह अधूरा था और हमारे पास जो अधूरा है उसे पूरा करने की कोशिश करने की प्रवृत्ति है तो यह अधूरा है और हम इसे पूरा करने की कोशिश करते हैं और इसे पूरा करने की कोशिश में अगर हमारे पास इस तरह का एक पैटर्न है तो हम कहते हैं वाह यह पैटर्न को पूरा करता है तो इस पूरा करने की यह मस्तिष्क की प्रवृत्ति जो कि अधूरी है शायद इस आधार पर है कि हमें इस तरह की व्यक्तिपरक अनुभूति क्यों हैं मैंने आपके साथ एक और भ्रम साझा किया था और यहाँ भ्रम का एक और उदाहरण है जहाँ आप देखते हैं कि यह रेखा बहुत बड़ी दिखती है इस रेखा से बहुत छोटी यह रेखा जो दिखती है यह जितनी बड़ी है यह रेखा उससे कहीं अधिक बड़ी है यह रेखा क्यों होती है जाहिर है अगर आप मापेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों रेखाएं एक ही लंबाई की हैं लेकिन आप कहते हैं कि आप इस चीज को दो अलग अलग तरीकों से देख रहे हैं एक समय में आप एक दो आयामी छवि को तीन आयामी स्थान की तरह देख रहे हैं जहाँ आपके पास एक बिल्डिंग ब्लॉक है आप इसे यहाँ पर एक दीवार के रूप में देख सकते हैं और एक अन्य दीवार है जो इससे जुड़ी हुई है यह एक प्रकार का है जिसे आप देख रहे हैं अन्य समय में आप देखने की कोशिश कर रहे हैं कुछ एक सपाट सतह के रूप में और आप दो लाइनों के बीच तुलना करने की कोशिश कर रहे हैं जो समान लंबाई के हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं तो आप देखते हैं कि दो प्रकार के देखने में एक दूसरे के साथ संघर्ष होता है तो फिर से यह अनुभूति के बारे में है जो हमें बताता है कि धारणा बहुत आसान नहीं है बहुत सरल नहीं है इसमें जटिलताएं शामिल हैं यह संघर्ष हो सकता है जो कुछ विशेष प्रकार की समझ को रास्ता दे सकता है जो कि भ्रम के रूप में जाना जाता है इसलिए पहले का उदाहरण वह था जहाँ उन चीजों को पूरा करने की प्रवृत्ति होती है जो अधूरी हैं इस उदाहरण में हम पाते हैं कि देखने के दो अलग अलग तरीके एक ही समय में मौजूद हो सकते हैं और संघर्ष पैदा कर सकते हैं इस प्रकार जो भ्रम के रूप में जाने जाते हैं उन्हें जन्म देते हैं यह किसी चीज़ के कारण है जिसे आकार की कमी के रूप में जाना जाता है एक चीज हमसे दूर है यह उतना छोटा दिखता है अब यह एक ऐसी चीज है जिसका हम बहुत उपयोग करते हैं जब हम दूरी की अवधारणा का अनुभव करते हैं हम अभी से थोड़ी देर में इसके बारे में बात करेंगे अभिविन्यास के बारे में हमने पहले भी बात की है अब हम इसके बारे में और विस्तार से बात करते हैं हम चीजों को विशिष्ट तरीकों से देखने के लिए उन्मुख हैं और इसलिए आप देखते हैं कि यहाँ उत्तल अथवा अवतल के रूप में व्याख्या की गई है आइए हम इस अन्वेषण को थोड़ा और आगे ले जाएं ऐसा क्यों होता है क्योंकि हम मानते हैं कि यह क्षेत्र छाया में है और इस मामले में यह क्षेत्र छाया में है ये हमारी धारणाएं हैं हम ऐसी धारणा क्यों बना रहे हैं क्योंकि आज हमारे जीवन में आम तौर पर प्रकाश ऊपर से आता है और अगर प्रकाश ऊपर से आता है और यदि कोई वस्तु उत्तल है तो छाया उत्तल सतह के निचले भाग पर होगी और यदि वह अवतल है तो प्रकाश होगा हो सकता है प्रकाश निचले हिस्से में होगा और छाया ऊपरी हिस्से में होगी और उत्तल सतह पर प्रकाश ऊपरी हिस्से में होगा और छाया निचले हिस्से में होगी तो आप उस पूर्व कंडीशनिंग अभिविन्यास को देखते हैं जो कि हम सभी को सबसे अधिक सभी समय के सभी बिंदुओं पर रोशनी देखने की ओर है ऊपर से इस प्रकार की व्याख्या करना हमारे लिए बहुत आसान है लेकिन ये इससे ज्यादा कुछ नहीं हैं विशिष्ट प्रकार की धारणाएं अब मुझे इसे मोड़ने और अभिविन्यास को बदलने में कुछ समय लगेगा तो आप पाएंगे कि आपको एक निश्चित प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ेगा हमारे पास अभी यहाँ क्या है जिसे मैं जल्दी से आपके साथ साझा कर रहा हूँ यह है कि अब यह पता लगाना और भी कठिन है जो उत्तल सतह है और जो अवतल सतह है और ऐसा होता है क्योंकि आप देखते हैं कि जब यह पक्षों से प्रकाश में आता है तो प्रकाश किसी भी तरफ से आ सकता है और आप पते है की खिड़कियां कमरे के दोनों ओर स्थित हो सकती हैं और प्रकाश का स्वाभाविक रूप से एक विशेष तरीके से आने वाला मुद्दा होता है इसलिए हमारे लिए उन्मुखीकरण बहुत महत्वपूर्ण है इससे पहले कि हम इस तथ्य के बारे में बात करते हैंचीनी लोग ऊपर से नीचे पढ़ते हैं हमने इस तथ्य के बारे में भी बात की कि जो लोग पढ़ते हैं वे कहते हैं कि हम अरबी या उर्दू लिपि को बाए दाए पढ़ते है दाएं से बाएं से इसका मतलब है कि यह वह तरीका है जो वे उन्मुख हैं हम एक छोटा सा प्रयोग करते हैं दोनों लाइनों को देखें जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इन में से कौन सा अधिक आसान लग रहा है अधिकांश भारतीयों के लिए सामान्य उत्तर यह होना चाहिए कि इस तरफ की वस्तु बाएं से दाएं और नीचे से ऊपर तक बहुत बार देखने में आसान होती है इसलिए यह ऊपर की ओर झुकी हुई होती है यह बहुत बार जिस तरह से हम चीजों को स्कैन करते हैं और यह याद रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि क्या इसका विज्ञापन या होर्डिंग या प्रस्तुति जिसे हम बना रहे हैं यदि आप इसे महसूस करते हैं तो आपको एहसास होगा कि इसके आधार पर आप इसे डिजाइन कर सकते हैं इस तरह से कि छवि को या तो बाएं हाथ की तरफ या दाहिने हाथ की तरफ रखा जा सकता है इस पर निर्भर करता है कि आप वास्तव में उस व्यक्ति को चाहते हैं जो आपके दर्शकों को पहली बार देखना चाहता है यह भविष्य के लिए एक बहुत ही दिलचस्प रणनीति हो सकती है अब हम इस पर विस्तार नहीं करेंगे आंख यहाँ है आंख से सूचना मस्तिष्क तक जाती है और फिर दृश्य प्रांतस्था के अधिक उन्नत हिस्से में जहां प्रसंस्करण होता है लेकिन आप देखते हैं कि जब हम आंख के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास रोडस होती हैं जो मोनोक्रोम होती हैं और कम रोशनी में भी सक्रिय होती हैं हमारे पास कोन्स है जो हमें रंग दृष्टि देती हैं लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था वे सभी संवेदनाओं के बारे में हैं लेकिन दिन के अंत में हमारे पास क्या है जो हम अनुभव करते हैं वह अनुभूति है और मैंने आपके साथ जल्दी से साझा किया है कि यह कैसे होता है अब हमें किसी और चीज़ पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि अनुभूति वह चीज़ है जिसे ध्यान द्वारा जाना जाता है या जिसे मध्यस्थता कहा जाता है अब मैं आपके साथ बहुत तेज़ी से साझा करता हूँ कुछ जो आप में से कई लोग महसूस कर सकते हैं या नहीं आइए हम एक पल रुकें और इस विशेष स्लाइड को देखें अगर मैं आपसे जल्दी पूछूं की आप मुझे देख रहे हैं और मैंने कौन सा कृत्रिम उपकरण पहना हुआ है आप में से कुछ कहेंगे की वह कृत्रिम उपकरण चश्मा है लेकिन आप में से अधिकांश इस तथ्य को याद कर सकते हैं कि मैंने बाएं हाथ का माइक्रोफोन पहना हुआ है यहां पर जिसे कभी कभी आप देख सकते हैं तो आप इसे याद नही किया होगा तो मूल रूप से यहाँ क्या हो रहा है क्या हो रहा है कि आप मेरे पास नहीं जा रहे हैं अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि मेरे बालों का रंग क्या है या इस चीज का रंग क्या है या उस चीज का रंग क्या है तो हम ज्यादातर इन चीजों को यादन नही करते हैं यहाँ एक उदाहरण है कि मैं आपके साथ क्या साझा करना चाह रहा था इस पर तुरंत नज़र डालें और फिर हमें पहले वाली स्लाइड पर वापस जाने दें अब आप ही बताइए कि कितनी छतरियाँ थीं जब हम बाईं ओर से दाईं ओर देख रहे थे तो सबसे ऊंची छतरी कौन सी थी छतरियों के पीछे आसमान का रंग क्या था क्या हमारे पास छतरियों के नीचे कुछ है छतरी के नीचे वाली चीज का रंग कैसा था क्या बनावट का एक ढाल था क्या छतरियों के अलावा वहां कुछ और भी था इनमें से कई सवालों के जवाब में आपके पास इसका जवाब नहीं हो सकता है न केवल इसलिए कि आपने इसे थोड़ी देर के लिए देखा बल्कि इसलिए कि आप देखते हैं कि अगर आप इसे लंबे समय तक देखते हैं तो आप इसमें भाग लेंगे इसलिए यह देखें कि आप इसमें शामिल होंगे और आप बहुत सारी अलग अलग चीजों को देख रहे होंगे जो आपको याद नहीं होंगे तो मूल रूप से क्या होता है ध्यान केंद्रित करना निस्पंदन की एक गहन प्रक्रिया है इसलिए अनुभूति काफी अच्छी नहीं है अनुभूति वह है जहां हम अपने आस पास की हर चीज का अनुभव कर रहे हैं लेकिन ध्यान केंद्रित वह है जहां हम एक समय मे चीजों के एक पहलू में भाग ले रहे हैं एक और कृपया याद रखें यहां तक कि जो लोग मल्टीटास्कर हैं वहां संभावना है जो अनुसंधान हमें बताता है कि केवल 10 प्रतिशत से कम लोग वास्तव में एक ही समय में दो काम करने के लिए उपस्थित हो सकते हैं या वे वास्तव में वास्तविक मल्टीटास्कर हैं हम में से अधिकांश केवल एक समय में एक काम करने में सक्षम हैं एक समय में एक चीज में भाग लेना ड्राइविंग और जो हम मोबाइल पर बता रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित न कर पाना इसलिए यही कारण है कि आप देखते हैं कि ड्राइविंग और मोबाइल मेरा मतलब है कि मोबाइल पर बात करना बहुत खतरनाक हो सकता है तो जो मूल रूप से होता है वह फ़िल्टरिंग की एक प्रक्रिया है यह सीमित मानसिक क्षमता के लिए हो सकता है लेकिन अंतिम परिणाम जो भी कारण हो हम एक समय में केवल एक चीज में भाग लेने में सक्षम हैं अब विजुअल्स के संदर्भ में इसके बहुत दिलचस्प निहितार्थ हैं क्यों क्योंकि आप देखते हैं कि यदि आप एक समय में एक चीज में भाग लेने में सक्षम हैं तो एक कलाकार आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है वह यह देखता है की अगर मैं इस विशेष रंग का उपयोग करता हूं या यदि मैं इस विशेष आकार का उपयोग करता हूं तो यह अधिक रोमांचक होगा अधिक दिलचस्प होगा व्यक्ति पहले इस चीज को देखेगा फिर वह या वह हिल जाएगा और कुछ देखना शुरू कर देगा अब हम बहुत से आई ट्रैकर अध्ययन करते हैं यहां तक कि मैं और मेरी कुछ विद्वानों की टीम ने भी थोड़ी सी नज़र रखने की पढ़ाई की है और हम दिखाएंगे कुछ स्लाइड्स आपके साथ साझा करेंगे जैसा कि आप नीचे देखते हैं और सामग्री को देखते हैं जो हमें बताएं कि आंखें किसी विशेष वस्तु के आधार पर विशिष्ट पैटर्न में चलती हैं तो यह एक बहुत ही दिलचस्प बात है जैसा कि आप आंखों पर नज़र रखने वाले अध्ययनों से देख सकते हैं कि हम आपके साथ साझा कर रहे हैं या हम पहले से ही साझा कर चुके हैं हमें इसकी जांच करनी होगी इसलिए अब जब मैंने अनुभूति की मूल बातों के बारे में बात की है तो आइए हम टूल किट का उपयोग करने के व्यवसाय में उतरते हैं जिसमें रूप अनुभूति रंग धारणा और गहराई की धारणा शामिल है क्योंकि ये चीजें हमें समझने में मदद करने जा रही हैं उन्हें कैसे संचार के लिए अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है जब आप दृश्य माध्यम का उपयोग कर रहे हैं आप देखते हैं कि यह शब्द गेस्टाल्ट जर्मन है हम मन की फॉर्म बनाने की क्षमता मन की समग्र क्षमता का संकेत देते थे और हमने अंतिम व्याख्यान में अपने मन की क्षमता के बारे में बात की थी जो कि अधूरी है उसे पूरा करने के लिए हम त्रिभुज की व्यक्तिपरक धारणा के मामले में इसके बारे में थोड़ी देर पहले बात की गई थी तो यह प्रवृत्ति कुछ है जिसे कुछ लोगों द्वारा 1940 और 50 के दशक की शुरुआत में पता लगाया गया था और ये लोग सिद्धांतों का एक सेट विकसित करने में सक्षम थे दुर्भाग्य से उस समय वे यह बताने में सक्षम नहीं थे कि ऐसा क्यों हुआ ऐसा क्यों है कि हम भाग की तरह और चीजों को देखने के बजाय पूरे को देखते हैं आज संज्ञानात्मक विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे शोधों ने इन मुद्दों का पता लगाया और यदि आप रुचि रखते हैं तो आप Google से कुछ देख सकते हैं और इसके लिए प्रासंगिक कुछ चीजों का पता लगा सकते हैं ये बहुत ही औपचारिक उपकरण हैं जो हमें मदद कर सकते हैं अधिक प्रभावी संचारक बनने में पहला अंक मैं जल्दी से बनाना चाहूंगा एक ऐसी चीज है जिसे अग्रभूमि और पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है जब हमने सुनने के बारे में बात की तो हमने अग्रभूमि और पृष्ठभूमि के बारे में बात की आज यहाँ भी हम फिर से अग्रभूमि और पृष्ठभूमि के बारे में बात कर रहे हैं यदि आप पक्षियों के इस छवि को देखते हैं तो आप पाते हैं कि यदि आप काले पक्षी की पहचान करने में सक्षम हैं तो किसी तरह आप सफेद पक्षी की उपेक्षा करते हैं जब आप सफेद पक्षी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो आप काले पक्षी की उपेक्षा करते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि आप देखते हैं कि यह अग्रभूमि बन जाता है यह पृष्ठभूमि बन जाता है और जब यह पिछला अग्रभूमि बन जाता है तो यह पृष्ठभूमि बन जाता है इसलिए एक प्रतिवर्ती प्रक्रिया हो रही है जहां दो अलग अलग प्रकार की धारणाओं के बीच स्विच किया जा रहा है लेकिन अधिक महत्वपूर्ण हैहम अग्रभूमि के रूप में कुछ को देखने और पृष्ठभूमि के रूप में कुछ देखने के बीच स्विच कर रहे हैं यह शुद्ध प्रवृत्ति जो किसी चीज़ को किसी और चीज़ के खिलाफ देखने के लिए मौजूद है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है यदि आपको शुरुआत में याद है कि मैंने फ्रेम के बारे में बात की है तोआप फ्रेम के भीतर मेरा चेहरा देख पा रहे हैं आप फ्रेम के भीतर पावर पॉइंट देख पा रहे हैं आप अपने कंप्यूटर के फ्रेम के भीतर जो कुछ भी देख सकते हैं बिल्डिंग या जो भी हो खिड़की जो भी हो तो हम फ्रेम फ्रेम के भीतर फ्रेम करते रहते हैं और किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करने फ्रेम करने या उपयोग करने की अनुभूति के संदर्भ में एक बहुत ही दिलचस्प उपकरण है जिसका हम उपयोग करते हैं इसलिए ये सिद्धांत हैं हालांकि हम सिद्धांतों पर विस्तार से विचार नहीं कर रहे हैं जो विभिन्न प्रकार की रूप अनुभूति के बारे में बात करते हैं अब हम फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे यह बहुत सामान्य विवरण जहां आप बीच में स्विच कर सकते हैं या तो केंद्र में एक फूलदान को देख सकते हैं या दो चेहरे को तरफ देख सकते हैं लेकिन आप एक ही समय में दोनों चीजों को नहीं देख सकते हैं क्योंकि आप चीजों को देखने के दो अलग अलग तरीकों के बीच स्विच करते हैं इसके दिलचस्प परिणाम हो सकते हैं जब आप दृश्य संचार के लिए आवेदन करते हैं तो वे दिलचस्प चित्रों के लिए बना सकते हैं पेचीदा चित्र ध्यान आकर्षित कई चीजें कर सकते हैं हमने कुछ समय पहले समोच्च के विषय में बात की थी तो हम उस समय के लिए छोड़ देंगे लेकिन एक और दिलचस्प बात है जो तब होती है जब हम रूप को पहचानते हैं और हम चीजों को एक साथ समूहित करते हैं यदि आप 6 लाइनों को देखें तो हम उन्हें 6 पंक्तियों के बजाय तीन पंक्तियों के रूप में देखना चाहते हैं जब हम लोगों को आपस में टकराते हुए देखते हैं तो वे एक समूह के रूप में विचार करेंगे यह एक समूह है जो वहाँ पर खड़ा है अथवा एक और समूह है जो समूह बनाने की कोशिश कर रहा है यह एक बहुत ही दिलचस्प प्रवृत्ति है जो हमारे पास है हम डेटा की समझ बनाने की कोशिश करते हैं जो बिखरा हुआ है यह लॉ आफ गुड नेचर के रूप में जाना जाता है और यह प्रवृत्ति इसमें बहुत कुछ करने की कोशिश कर रही है निरंतरता जब आप इस विशेष छवि को देखते हैं तो शायद इसे निरंतर माना जाता है और इन्हें गलती से चीजों के रूप में माना जाता है जो चीजें गलती से वहाँ पर होती हैं और यह एक बहुत ही दिलचस्प प्रवृत्ति है और हम लोग इन सभी रूपों की अवधारणा से जुड़े हुए हैं विभिन्न रूप हैं कि हम उन्हें कैसे संरेखित करते हैं या हम उन्हें एक साथ जोड़कर कैसे समझ बनाने की कोशिश करते हैं कैसे हम उस से पूर्णता की भावना प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो यह बहुत दिलचस्प है और ये विभिन्न प्रकार के रूपों को श्रेणिबद्ध करना और वग्रिकृत करने के तरीके के छोटे उदाहरण हैं अब यहाँ फॉर्म अनुभूति फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप का उदाहरण दिया गया है आप यहाँ एक कार्ट देख सकते हैं इस कार्ट को आप इस परिदृश्य का हिस्सा मान सकते हैं या आप इसे कार्ट पर बैठे हुए दो लोग भी मान सकते हैं आप एक ही चीज की दो अलग अलग व्याख्या कर सकते हैं और यह दिलचस्प है क्योंकि आप देखते हैं कि इससे आगे और पीछे की जमीन और बैकग्राउंड के बीच स्विच होता है हमने थोड़ी देर पहले बात की थी यहाँ एक दृश्य कलाकार है जिसने यह पता लगाया है यहां एक और पिक्चर है जहां आप देखते हैं कि असतत तत्वों को एक साथ लाया जाता है और यदि आप इसे कुछ समय के लिए करीब से देखते हैं तो आप एक चेहरे की पहचान कर सकते हैं यह एक और तकनीक है जिसे क्लोजर के रूप में जाना जाता है जो फिर से फॉर्म अनुभूति का पहलू है जहां हम असतत वस्तुओं को एक साथ लाने की कोशिश करते हैं और इसे पूरा करने की भावना देने की कोशिश करते हैं इसलिए हम एक महिला को देखने में सक्षम हैं हम उसके बालों को देखने में सक्षम हैं इस तथ्य के बावजूद कि अगर हम वास्तव में गहराई से देखते हैं तो इनमें से कोई भी चीज मौजूद नहीं है अब हम जल्दी से डेप्थ परसेप्शनपर जाते हैं और यह धारणा का महत्वपूर्ण पहलू है जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि आप इन तीनों की मूल बातों के बारे में जानते हैं तो आपको इस बारे में अच्छी जानकारी मिलती है कि आप इसके साथ कैसे काम करने जा रहे हैं तो डेप्थ परसेप्शन के संदर्भ में हम दूरी की भावना कैसे करते हैं यदि आप यहाँ पर इस छवि को देख रहे हैं तो आप पाते हैं कि यहाँ पर एक लैंप पोस्ट है यहाँ पर उससे छोटा एक और लैंप पोस्ट है उससे भी छोटा लैंप पोस्ट यहाँ है एक और लैंप पोस्ट है जो संभवतः इसके समानांतर है यह दो आयामी छवि है और फिर भी आप चीजों और विचारों को देखने में सक्षम हैं जैसे कि दूरी या तथ्य यह है कि कुछ चीजें हमारे पास हैं कुछ चीजें आगे दूर हैं हम इस बारे में कैसे समझें कुछ समय के लिए इसके बारे में सोचें और नीचे आने से पहले कुछ अंकों को संक्षेप में लिख दें जिस तरह से हम ऐसा करते हैं आपका समय समाप्त हो गया है पहली चीज जो हम करते हैं वह कुछ है जो रैखिक परिप्रेक्ष्य की अवधारणा से जुड़ा हुआ है अगर आपको याद हो कि मैंने आपके साथ साझा किया है कि जो चीजें हमारे पास हैं वे बड़े और समान चीजों को देखते हैं जब उन्हें दूरी पर रखा जाता है तो वे छोटे दिखते हैं इसलिए यदि आप यहाँ पर एक सड़क देख रहे हैं तो आप पाते हैं कि सड़क वास्तव में आपको और दूर ले जाती है यहाँ पर एक लुप्त अंक की दिशा में है और आप देखते हैं कि यदि आप लंबी दूरी की सड़कों को देख रहे हैं तो वे इस तरह दिखते हैं क्योंकि आप देखते हैं कि सड़क धीरे धीरे संकरी होती जा रही है जब तक कि एक विशेष अंक पर जो क्षितिज की पूरी रेखा है यदि आप वास्तव में क्षितिज को देख पा रहे हैं तो आप अब इसके अलावा और कुछ नहीं देख सकते हैं बिंदु यहाँ रेखीय परिप्रेक्ष्य का उदाहरण दिया जा रहा है इसलिए लाइनों को परिवर्तित करते हुए आप उन्हें यहां देख सकते हैं अब यहाँ एक और उदाहरण है जिस तरह से हम दूरियों का बोध कराते हैं जो इस तथ्य के बावजूद है कि वे एक ही स्तर में स्थित हैं हम कहेंगे कि यह सामने की ओर है यह बीच में है और यह पृष्ठभूमि में है हम ऐसा कैसे करते हैं क्योंकि हमारे पास सामने और अधूरी वस्तुओं के रूप में पूर्ण वस्तुओं की व्याख्या करने की प्रवृत्ति है और इसलिए यद्यपि अंतिम वस्तु सबसे बड़ी वस्तु है यह उन तीनों में सबसे अधिक दूर है क्योंकि यह इस एक द्वारा अवरुद्ध किया जा रहा है और फिर इस एक के द्वारा हम मानते हैं कि यह वह वस्तु है जो सामने वाले के सामने है तो आगे की वस्तु आँख से छोटी दिखती है लेकिन आप देखते हैं कि आदिवासी क्षेत्र में जहाँ लोग बहुत घने जंगल में रहते थे वहां एक आदिवासी था और एक यूरोपीय उसे वहां से दूर ले गया और उसे उस जगह ले गया जहां एक विशाल परिदृश्य था और वहां पर बहुत लंबी दूरी पर भैसें थी और क्यों की इस आदमी ने अपने जीवन में कभी भी दूरी का अनुभव नहीं किया था उसने शुरू में सोचा था कि वे चींटियां थीं इसलिए यह एक दिलचस्प बात को स्पष्ट करता है कि दूरी के बारे में हमारी समझ हमें सीखी गई बहुत बड़ी है ऐसा नहीं है कि यह हमें सहज रूप से दिया जाता है ऐसी कई दिलचस्प बातें हैं लेकिन अभी हम उन पर ध्यान नहीं देंगे परिप्रेक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया ये वस्तुएं छोटी होती जा रही हैं जैसे जैसे वे आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे इमारत बनती जाती है इस दिशा में जाने पर वे छोटे होते हैं यही परिप्रेक्ष्य प्रभाव है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था अब ऐसा करते हुए आइए हम एक बहुत ही दिलचस्प घर को देखें जो एक संग्रहालय में मौजूद है जहाँ आप घर के विभिन्न हिस्सों के बीच चलते हैं तो आप पाएंगे कि जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं इस तरफ के घर की तरफ आप बहुत बड़े हो जाते हैं और जैसे जैसे आप इस तरफ से इस तरफ बढ़ते हैं आप बहुत छोटे होते जाते हैं यह भ्रम इस तथ्य पर आधारित है कि आपके पास एक विकृत घर है ताकि जैसा कि आप चारों ओर घूमते हैं आप देखते हैं कि संरचना का प्रकार हमारी धारणा को ठीक करता है और एक बड़े या पिगमी बनने के बीच ठीक चलने का भ्रम कुछ ऐसा है जो इस स्पष्ट रूप से जादुई भ्रम घर में बनाया गया है डेप्थ परसेप्शन के बारे में हमने बात की और जिस तरह से इसमें हेरफेर किया जा सकता है और यह बहुत दिलचस्प प्रभावों को जन्म दे सकता है आइए अब हम कलर परसेप्शन के बारे में बात करते हैं यह चीजों का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां रंग बहुत प्रभावी होते जा रहे हैं एक सिद्धांत है जो हमें बताता है कि रंग भावनाओं के लिए अधिक अनुकूल हैं काले और सफेद चित्रों की तुलना में रंग बहुत मजबूत प्रमुख भावनात्मक भूमिका निभाते हैं और कुछ संदर्भ स्लाइड होंगे जो आपको इस बारे में एक विचार देंगे कि रंग कितने महत्वपूर्ण हैं लेकिन यहाँ कुछ समय के लिए हम रंगों के कुछ बुनियादी पहलुओं पर जल्दी से ध्यान दें यदि आप बारीकी से देखेंगे तो आप पाएंगे कि बाईं ओर हमारे पास एडिक्टिव रंगों की अवधारणा के रूप में जाना जाता है एडिक्टिव रंग क्या हैं जिस तरह से हम इसे टेलीविजन स्क्रीन पर या प्रकाश में देखते हैं और आप एक प्रिज्म डालते हैं और हल्के रंगों को सात रंगों में विभाजित किया गया है तो एडिक्टिव रंग में हरा नीला और लाल मुख्य रंग हैं और फिर जब हरे और लाल मिश्रित होते हैं तो आपके पास पीला हरा और नीला मिश्रित होता है आपके पास सियान लाल और नीला मिश्रित होते हैं आपके पास गुलाबी होते हैं जब सभी रंगों को उचित अनुपात में मिलाया जाता है हमारे पास एक सफेद रोशनी है यह इस प्रकार है मॉनिटर और आपकी स्क्रीन जिस पर आप अभी देख रहे हैं चल रही है दूसरी ओर हमारे पास पिगमेंट एक स्केच पेन और विभिन्न प्रकार की चीजें हैं जो हम उपयोग करते हैं और हम बच्चों के रूप में खोज करते थे और हम रंगों का अर्थ इस तरह बनाते हैं इन्हें सब्ट्रैक्टिवे कलौर्स के रूप में जाना जाता है रंग हल्के हो जाते हैं जैसा कि आप अधिक रंगों का मिश्रण करना शुरू करते हैं और मूल रूप से क्या होता है ये रंग प्राथमिक हैं पीला मैजेंटा और सियान कुछ नीले रंग के होते हैं और जैसा कि आप उन्हें मिलाते रहते हैं आपके पास हरे रंग की तरह होते हैं और आपके पास द्वितीयक जैसा होता है लाल या सिंदूर आपके पास बैंगनी की तरह है अब मूल रूप से यहाँ पर क्या हो रहा है अगर आपको स्लाइड में याद है जो मैंने आपके साथ साझा किया है तो पावर पॉइंट बनाने के बारे में मैंने आपसे प्राथमिक रंगों और द्वितीयक रंगों के बारे में बात की और यहां प्राथमिक रंग प्राथमिक रंग 1 प्राथमिक रंग 2 प्राथमिक रंग 3 के उदाहरण हैं ये द्वितीयक रंग हैं 1 2 3 और आप अभी भी अन्य प्रकार के रंग बनाने के लिए इन्हें मिलाते रह सकते हैं रंगों की क्या भूमिका है हम कुछ चीजों पर एक त्वरित नज़र डाल सकते हैं बस एक विचार देने के लिए क्योंकि रंग एक विशाल क्षेत्र है हम आज इसके प्रमुख हिस्से को छूने में सक्षम होंगे हम इस बात में सक्षम होंगे की यह कैसे संचालित होता है इसकी एक झलक भी पाएंगे कुछ रंग बेहद चमकीले होते हैं उदाहरण के लिए अगर आप रिश्ते को देखना चाहते हैं तो यहां पर बैंगनी रंग की तुलना में पीला बहुत उज्ज्वल है दूसरी ओर यदि आप लाल और हरे रंग को देख रहे हैं तो वे समान रूप से उज्ज्वल हैं और यदि आप नीले और नारंगी देख रहे हैं तो नारंगी नीले रंग की तुलना में काफी चमकीला है लेकिन इतना उज्ज्वल नहीं है जितना कि हमारे बीच का संबंध पीला और बैंगनी ये आपको केवल इस तथ्य के बारे में विचार देने के लिए हैं कि रंगों के विभिन्न प्रकार के रिश्ते हैं रंगों को गर्म रंगों शांत रंगों और रंगों को परिभाषित करने के अन्य तरीकों की किसी भी संख्या के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है रंग आपको खुशी की भावना दे सकते हैं रंग उदासी का मूड बना सकते हैं नीला एक रंग है जो आपको शांत करने के लिए होता है यह कलर आपकी उदासी ज़ाहिर करने के लिए भी उपयोग होता है इसलिए हम ब्लूज़ शब्द का उपयोग करते हैंहै जबकि क्रीम जैसे रंग मूड को हल्का करते हैं आपको खुश महसूस करते हैं यही कारण है कि आपके पास धूप है हरा एक ऐसा रंग है जो आपको खुश करता है यही कारण है कि आप कहते हैं कि हम इसे घास या किसी भी कारण से जोड़ते हैं हम इन मुद्दों पर थोड़ी देर बाद देखेंगे की इस रंग का इतना महत्वपूर्ण प्रभाव है आप देखते हैं कि यदि कोई रंग बहुत उज्ज्वल है तो हमें यह व्याख्या करने की प्रवृत्ति होती है यह स्क्रीन पर बहुत स्पष्ट नहीं है लेकिन आप इसे पावर पॉइंट पर देख सकते हैं जो मैं आपके साथ साझा करूंगा कि जब कोई रंग बहुत उज्ज्वल दिखता है तो हमें यह महसूस होता है कि यह हमारे करीब है जब यह सुस्त है तो हमें लगता है कि यह हमसे दूर है अब यह एक ऐसी चीज है जिसे मैंने पहले ही आपके साथ साझा किया है लेकिन अगर आप इस पर गौर करें तो नीले और हरे रंग का प्रभुत्व शांत रहने की भावना रखता है रूपों जो स्पष्ट रूप से उन्मुख हैं वे अर्थ की एक निश्चित भावना का संचार करते हैं आराम के आसन करते हैं लेकिन यहां तक कि अगर आप सिर्फ रंग को देखते हैं तो वे यहां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दूसरी ओर इस चित्र में असामान्य आकाश दिन का समय लम्बी परछाइयाँ ये सभी चीज़ें इस पेंटिंग को बहुत आकर्षक पेंटिंग और एक सकारात्मक पेंटिंग नहीं बनाती क्यूंकि आकाश का रंग अच्छा नहीं है यदि आप इसे देख रहे हैं तो यह निश्चित रूप से एक नकारात्मक छवि है जो लाल रंग नीले लाल और गहरे गंदे रंगों के प्रभुत्व में है निश्चित रूप से विकर्णों का उपयोग जो हम से दूर भाग रहे हैं वे सभी चीजें निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं लेकिन इसके बावजूद रंग यहां भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यह निश्चित रूप से हमें विकृति का भय देता है जो कि नकारात्मक है आपके पास जाहिरा तौर पर गुलाबी जैसे रंग हैं जिनमें सुंदर रंग हैं लेकिन यहां लाल और काले और भूरे रंग के संयोजन में और चमड़ी वाले जानवर का जुड़ाव है जो कहीं न कहीं लटका हुआ है इससे हमें चीजों की बहुत परेशान करने वाली तस्वीरें मिलती हैं मुख्य रूप से रंगों के उपयोग और हेरफेर के माध्यम से दूसरी ओर इसके बारे में एक निश्चित प्रकाश है इसके बारे में आकर्षण की एक निश्चित डिग्री है लेकिन आप देखते हैं कि यदि आप लाइनों बिंदीदार रेखाओं को देख रहे हैं तो वे कुछ हद तक चीजों की चिकनाई को परेशान करते हैं यदि आप इस छवि को देख रहे हैं तो छवि का यह हिस्सा सकारात्मक है और छवि का एक हिस्सा नकारात्मक है यदि मुझे अनुमति दी जा सकती है तो मैं आपको जल्दी से दिखा सकता हूं कि हम वास्तव में इसके साथ कैसे खेल सकते हैं यदि आप छवि के इस हिस्से को देख रहे हैं तो यह विशिष्ट रूप से सकारात्मक है लेकिन यदि आप छवि के इस हिस्से को देख रहे हैं तब यह विशिष्ट रूप से नकारात्मक है तो आप देखते हैं कि यह छोटा प्रदर्शन उम्मीद है कि आप को एक विचार दे सकते हैं की रंग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं यहां आपको फिर से पता चलता है कि दो तिब्बती थंका चित्रों में बाईं ओर एक रंगों की वजह से बहुत अधिक परेशान है दाईं ओर के एक की तुलना में जो रंग के कारण कम दर्दनाक है इसलिए रंग संस्कृतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं फैशन उद्योग रंगों के विभिन्न बिंदुओं पर गौर करता है विभिन्न रंग उम्र पर हावी होते हैं बड़े लोग आमतौर पर कुछ प्रकार के रंगों का उपयोग करते हैं जैसा कि छोटे लोगों को माना जाता है और यहां तक कि संस्कृति से संस्कृति तक निर्भर करता है वर्गों का अंतर उद्धरणों के भीतर वे लोग जो आर्थिक रूप से बेहतर हैं आम तौर पर कम चमकीले रंगों का उपयोग करते हैं जबकि सबसे कम आर्थिक स्तर के लोग अक्सर फैशन के रंगों के उज्ज्वल रंगों का उपयोग करते हैं विज्ञापन सहित हर जगह हावी होते हैं और यहां बेट्टी एडवर्ड्सBettey Edwardss के प्रयोगों के कुछ उदाहरण हैं उनके छात्रों के साथ यह रंग मुझे पसंद हैं और रंग मुझे पसंद नहीं हैं जिस तरह से रंग मौसम से जुड़े हुए हैं और उन रंगों को यहाँ पर प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया है आपको एक उदाहरण देने के लिए इसी के साथ मुझे भी रंग पसंद है और मुझे नापसंद है और आप पाते हैं कि दोनों छात्रों के बीच समानता की एक निश्चित डिग्री है रंगों के समान पैटर्न उपयोग किया गया है इसी तरह यदि आप छात्रों के समूह के लिए क्रोध की अभिव्यक्ति को देख रहे हैं तो आप पाते हैं कि अभिव्यक्तिी के लिए समान रंग होते हैं अथवा एक समूह के छात्रों के लिए दुख की अभिव्यक्तिी फिर से इसी तरह के रंगों का उपयोग किया गया है और 60 से अधिक छात्रों के साथ अध्ययन की एक श्रृंखला में हमारे अपने निष्कर्षों ने हमें कुछ रंग दिए घृणा में रंगों का प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है शांति के लिए रंगों का प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है रोमांस की भावना के लिए उदासी के लिए आप पा सकते हैं कि रंग अलग अलग हैं और ये 60 से अधिक छात्रों पर हावी हैं इसलिए 60 में से अधिकांश छात्र इन रंगों का उपयोग करते हैं तो यह हमें बताता है कि रंगों को भी वर्गीकृत किया जाता है एक समान संस्कृति में और इसी तरह से समझा जाता है इसका मतलब है कि यदि आप इस ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं तो जब हम किसी को संबोधित कर रहे हैं तो हम अधिक प्रभावी तरीके से चीजों का ध्यान रख सकते हैं जो बातें मैंने पहले कही थीं और खुशी के रंग पीले हरे और नीले रंग से संबंधित हैं सफेद हल्के रंगों से फैले हुए हैं क्रोध का रंग लाल पीला और काला है और इसकी तुलना हम शुरुआत में सही तस्वीर के साथ करते हैं जहां हमने बात करने की बात कही है यहाँ हम क्रोध के बारे में बात करते हैं और यहाँ हम उस चीज़ के बारे में बात करते हैं जो बहुत परेशान करती है तो हम यहाँ पाते हैं कि रंग एक विशिष्ट तरीके से व्यवहार करते हैं इस तथ्य के बावजूद कि वे विभिन्न संस्कृतियों यूरोपीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति से भी संबंधित हो सकते हैं तो ये समानताएं हमें बताती हैं कि रंगों के माध्यम से हम बहुत प्रभावी तरीके से संवाद करते हैं और हमें इसके बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है इस वार्ता का अंतिम चरण मैं जल्दी से भ्रमों को छू लूंगा मैंने तुमसे कहा था कि भ्रम जहां हैं जो हम समझते हैं वह सच नहीं है और हमारे पास इसके उदाहरण हैं मैं विवरण में नहीं जाऊंगा आप उन्हें स्लाइड में देख सकते हैं लेकिन आप देखते हैं कि यहां उदाहरण हमें बताते हैं उदाहरण के लिए यह नहीं दिखता है एक सीधी रेखा की तरह लेकिन है शायद यह रेखा दिखती है यहाँ पर यह विशेष रेखा दूसरी रेखा से बड़ी लगती है शायद ये रेखाएँ समानांतर रेखाओं की तरह नहीं दिखती हैं लेकिन ये हैं तो ये उदाहरण हैं ये रेखाएं वक्र रेखाओं की तरह दिखती हैं लेकिन ये वास्तव में सीधी रेखाएं हैं तो वे भ्रम के उदाहरण हैं यहाँ एक और भ्रम का उदाहरण दिया गया है जहाँ आप डच चित्रकार एस्चर के काम के आधार पर सीढ़ियों के असंभव सेट पर चढ़ने में सक्षम हैं यह विशेष अवधारणा विकसित हुई है और आप फिर से विद्वान स्चर को Google कर सकते हैं और कई अद्भुत छवियां ढूंढते हैं जो विरोधाभासी छवियों के रूप में ज्ञात एक क्षेत्र का पता लगाते हैं विरोधाभासी छवियों में कुछ भी जरूरी नहीं है और कुछ भी गलत नहीं है आपके पास चीजों को देखने के विभिन्न तरीके हैं हालाँकि इससे पहले कि हम इसमें जाएँ आप यहाँ देख सकते हैं हालाँकि इस वर्ग का रंग इस वर्ग के रंग के समान है क्योंकि सफेद और हरे रंग के खिलाफ विन्यास आप देखते हैं कि इनका हमारी आँखों पर हस्तक्षेप प्रभाव है और हम रंगों के दो अलग अलग सेट देखते हैं यह रंगों के एक सेट के रूप में और रंगों के एक और सेट के रूप में है और यहाँ आप देखते हैं कि मैं विरोधाभासी छवियों के बारे में बात कर रहा था जहाँ परिवर्तन हो रहा है और आप Eschers के बहुत ही रोमांचक चित्रों को देख सकते हैं उनके बारे में विचार करने के लिए और उस परिवर्तन के तरीके दिन रात में तब्दील रात दिन में तब्दील हो जाती है आकाश पृथ्वी में बदल जाता है और पृथ्वी आकाश में बदल जाती है तो यह बहुत ही दिलचस्प छवि है और ये विरोधाभासी चित्र कलाकार हैं जो साथ में खेलते हैं जो रोमांचक दिलचस्प हैं यहाँ एक और बात है मैं इन्हें समझाने में नहीं जाऊँगा लेकिन मैं सिर्फ आपके साथ साझा करूँगा कि कैसे एस्चर विरोधाभासी रूप से संवाद करने या भ्रम पैदा करने का प्रबंधन करते हैं जिसका हमारे दिमाग पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है यह विशेष छवि जो बहुत ही असंभव लगती है जब तक हम करते हैं हम इसे गोल कर देते हैं और हम निश्चित रूप से महसूस करते हैं कि यह बहुत संभव है क्योंकि प्रयोग बहुत ही रोचक हैं और आप फिर से वेब पर उसे देख सकते हैं इसलिए मुझे आशा है कि यह हमारा एक दिलचस्प सत्र रहा है और आपने कुछ चीजें सीखी हैं जिनका उपयोग आप दृश्य संचार के संदर्भ में कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कृपया कुछ बहुत ही रोमांचक सर्वेक्षणों के लिए कुछ बहुत ही रोचक चित्र और उनके जवाब देने का तरीका हमें बहुत सी बातें बताएगा और हम आपकी प्रतिक्रियाएँ आपके साथ साझा करेंगे ताकि हम एक साथ हो सकें कुछ छोटे छोटे रोचक खोज एक साथ करें और मुझे आशा है कि ये पाठ किसी समय दृश्य का उपयोग करके बेहतर संचार रणनीतियों को विकसित करने में आपकी मदद करेंगे क्योंकि अब आप दृश्य संस्कृति के साथ साथ दृश्य को कैसे लागू करें रोजमर्रा की जिंदगी के विभिन्न पहलुओं में दोनों को जानते हैं